देखिए यह चर्चा सत्र द्वितीय है और छात्र प्रश्न पूछ सकते हैं प्रश्न पूछने से पहले कृपया अपना हाथ उठाएं और फिर अपना प्रश्न पूछें एक छिछले दीर्घवृत्ताकार किनारे वाले क्रैक के मामले में छोटे अक्ष की टिप पर स्ट्रेस तीव्रता कारक मुख्य अक्ष की टिप पर स्ट्रेस तीव्रता कारक से अधिक है यह हमारे अंतर्ज्ञान के विरोधाभासी है क्या इसे भौतिकी के आधार पर समझाया जा सकता है देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि अंतर्ज्ञान क्या है अंतर्ज्ञान मन से या एक अनुभव से तत्काल आशंका है या यह तात्कालिक अंतर्दृष्टि है तो इसका मतलब है कि आपका मस्तिष्क कैसी स्थिति में है यह बताता है आप किस तरह से प्रतिक्रिया करने जा रहे हैं आप हमेशा क्रैक मोटाई के माध्यम से देख रहे हैं तो जब आप क्रैक मोटाई के माध्यम से देखते हैं तो आप देख चुके है कि क्रैक इस तरह से बढ़ा है और आपके पास एक क्रैक फ्रंट है क्योंकि यह क्रैक मोटाई के माध्यम से है और क्रैक फ्रंट विकसित होता है तो सतही क्रैक के मामले में क्या होता है क्रैक सतह पर उत्पन्न होती है और नमूने के भीतर धंसती है और हमने देखा है कि यह एक अर्ध दीर्घवृत्त और इत्यादि पर मॉडल किया जा सकता है और यदि आप लीक बिफोर ब्रेक मानदंड को देखते हैं तो आपके पास इस तरह का सतही क्रैक है कल्पना कीजिए कि यह गहराई इतनी अधिक नहीं है लेकिन यह अभी भी बहुत अधिक छोटा है आपके पास सतह पर केवल एक खरोंच होगी इसलिए यदि आपके पास एक खरोंच है जब आप मुख्य अक्ष की टिप ले रहे हैं मतलब आप प्रमुख अक्ष की टिप पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो उस स्थान पर गहराई नहीं है यह एक सामान्य खरोंच जैसा ही है वास्तव में उस दिशा में क्रैक का विस्तार नहीं होना चाहिए तब खरोंचें भी बहुत खतरनाक हो जायेंगी जब आपके पास संक्षारित उत्पादों के कारण एक खरोंच होती है तो क्रैक मेटेरियल में धंसने लगता है तो आपको यह देखना होगा कि क्रैक फ्रंट क्या है देखिए यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है इसलिए जब मेरे पास एक सतही क्रैक होता है तो यह एक क्रैक फ्रंट बन जाता है और हमने क्या देखा है कि क्रैक आगे बढ़ता है और यह दूसरी सीमा को स्पर्श करता है तब आपके पास साइड के रास्तों में एक क्रैक फ्रंट होता है और यह क्रैक फ्रंट दोनों तरफ चलता है क्योंकि जहां भी अंतर्ज्ञान विफल होता है आप जानते हैं कि आपके गणित को आकर आपको बचाना होगा वास्तव में यदि आप इतिहास को देखते हैं तो आप जानते हैं जिस व्यक्ति ने बेंजीन रिंग का पता लगाया था उसने एक स्वप्न देखा था कि एक सांप अपनी ही पूंछ काट रहा था फिर उसने निष्कर्ष निकाला कि बेंजीन संरचना कैसी होनी चाहिए और बाद में उनके विचार को अन्य अवलोकनों द्वारा सत्यापित किया गया लोग किसी अंतर्ज्ञान द्वारा प्रारंभ करते हैं अंतर्ज्ञान मदद करता है या नहीं यह हमें देखना होगा यह आपके मस्तिष्क की परिस्थिति पर निर्भर करता है और नए विचार केवल उसी व्यक्ति के लिए कौंधते हैं जिसका मस्तिष्क तैयार है और यदि आप एक और उदाहरण देखें तो आपके पास टैकोमा ब्रिज है जो कि एक सस्पेंशन ब्रिज था लोगों ने इसे उस समय की जो भी डिजाइन पद्धति थी के आधार पर निर्मित किया लेकिन यह भीषण रूप से कंपित हुआ और ढह गया लोग नहीं जानते थे कि रेजोनेंस इस तरह के प्रभाव का कारण हो सकता है इसलिए आपको क्या देखना होगा कि भौतिकी के दृष्टिकोण से है मैंने देखा है कि जब आप मुख्य अक्ष पर होते हैं तो यह केवल एक खरोंच है वहां वास्तव में कोई क्रैक फ्रंट नहीं है क्रैक फ्रंट मॉडल में धंसता है और यदि हमारा विचार वास्तव में जो हम माप रहे हैं के साथ काम नहीं कर रहा है तो हमें वापस जाना होगा और अपने विचार को संशोधित करना होगा और आइए हम फिर से देखें कि हमने सतही क्रैक के मामले के लिए स्ट्रेस तीव्रता कारक भिन्नता कैसे विकसित की वहाँ एक दृढ़ आधार वाला गणितीय विकास था और हम पहले ही उस पर गौर कर चुके हैं तो इसे फिर से देखने में कोई नुकसान नहीं है तो आप पायेंगे कि ग्रीन और स्नेडन ने 1950 में एक एम्बेडेड दीर्घवृत्ताकार क्रैक के लिए क्रैक खुलने के विस्थापन को प्राप्त किया तो मुझे यह व्यंजक v के बराबर v नॉट गुणा 1 माइनस x स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटा c स्क्वायर पूरे पर पावर आधा के रूप में प्राप्त होता है तो इस व्यंजक के आधार पर आप ध्यान दें यह 1950 में प्रस्तुत किया गया था 1962 में इरविन ने दीर्घवृत्ताकार क्रैक की परिधि के आसपास किसी भी बिंदु पर स्ट्रेस तीव्रता कारक के लिए एक सटीक व्यंजक प्राप्त करने हेतु स्ट्रेन ऊर्जा के तर्कों का उपयोग किया तो पहला परिणाम एक एम्बेडेड दीर्घवृत्ताकार क्रैक के लिए था और वह क्या है जो उन्हें मिला क्रैक फ्रंट के साथ स्ट्रेस तीव्रता कारक परिवर्तित होता है इससे पहले परिणाम एक वृत्ताकार त्रुटि के लिए था वृत्ताकार त्रुटि के लिए स्ट्रेस तीव्रता कारक स्थिर रहता है तो एक थ्रू द थिकनेस क्रैक वाले मामले में स्ट्रेस तीव्रता कारक स्थिर रहता है तो यह पहली घटना थी जब उन्होंने पाया कि यदि त्रुटि की प्रकृति दीर्घवृत्ताकार है तो आपके पास स्ट्रेस तीव्रता कारक के लिए एक व्यंजक θ के एक फंक्शन के रूप में है तो यह हर बिंदु के लिए भिन्न होता है और हमने यह भी देखा था कि एक दीर्घवृत्ताकार क्रैक एक वृत्ताकार क्रैक में विकसित होने को अग्रसर होगा और लोगों ने इस समाधान को बहुत ध्यान से देखा और जब आप कहते हैं कि I2 बराबर π बटा 2 है जो भी व्यंजक आपको प्राप्त हुआ है वह पेनी आकार वाले क्रैक के लिए SIF तक रह गया है तो आपके पास एक व्यापक समाधान है आप इसका सरलीकरण कीजिए यह एक विशिष्ट समाधान बन जाता है उन्होंने इसे दीर्घवृत्ताकार क्रैक से एक वृत्ताकार क्रैक तक देखा है उन्होंने यह भी देखा है जब a c से बहुत कम होता है तो I2 1 बन जाता है और यह 2a लंबाई वाली एक दो आयामी क्रैक के लिए SIF तक रह जाता है तो यह क्या दर्शाता है जो भी परिणाम हमें मिला है वह आंतरिक रूप से सुसंगत है आपने कोई गंभीर गणितीय त्रुटि नहीं की है जो कि प्रयोगात्मक अवलोकन द्वारा भी समर्थित है और हमने विभिन्न ज्यामितियों के लिए स्ट्रेस तीव्रता कारक को भी देखा है हमने लागू की गई दीर्घवृत्ताकार क्रैक के साथ शुरु किया हमने यह भी देखा कि दीर्घवृत्त की परिधि पर बिंदु थीटा का पता लगाने के तरीके को कैसे परिभाषित किया जाए इससे हमने एक सतही क्रैक तक प्रगति की जहां आप इसकी एक किनारेदार क्रैक के साथ तुलना करते हैं तो आपके पास चित्र में दर्शाया जाने वाला एक कारक 112 है फिर हमने क्या देखा कि हमने एक कोने वाले क्रैक को भी देखा तो इस शुरुआती बिंदु से लोग विभिन्न प्रकार की अन्य क्रैक ज्यामितियों के समाधान पर पहुंचे हैं और जिस भी निष्कर्ष पर वे पहुंचे हैं वे प्रायोगिक अवलोकन द्वारा समर्थित हैं और वहां गणितीय प्रयास भी समानांतर रूप से था और न्यूमेरिकल प्रयास क्या है हमने सतही क्रैकों का प्रत्यक्ष विश्लेषण देखा और आप इस चित्र की व्याख्या कैसे करते हैं आपके पास एक क्रैक है जिसकी गहराई a और लंबाई 2c है और आपके पास एक a बटा B का अनुपात भी है और a बटा B यहां बढ़ रहा है और यह ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है जब नमूने में क्रैक की गहराई किनारेदार क्रैक के मान तक पहुंचने के लिए इस बिंदु पर स्ट्रेस तीव्रता कारक के लिए बढ़ जाती है तो आपके पास बहुत बड़ी सतह की लंबाई होनी चाहिए केवल तभी यह बनेगा यह वह रेखा है जहां आपके पास क्रैक माध्यम के भाग के लिए SIF है और आपके पास किनारेदार क्रैक के मान के लिए यहां अनुपात 1 है तो इसे प्राप्त करने के लिए आपको एक बड़ी सतह लंबाई की आवश्यकता है तो आपके पास प्रयोग से सबूत है और जब आप विशिष्ट मामलों के लिए समाधान को लेते हैं तो आपको यह प्राप्त हुआ है और आपके पास एक संख्यात्मक परिणाम भी होता है जो बताता है कि आपको किनारेदार क्रैक के साथ मेल खाने वाले स्ट्रेस तीव्रता कारक के लिए एक बडी सतह की लंबाई की आवश्यकता है यह सब परिणाम दर्शाते हैं कि क्रैक केवल नमूने में धंसेगा यह इस प्रकार से नहीं जाएगा वहां क्रैक फ्रंट नहीं है यह केवल सतह पर एक खरोंच है जिसे आप देखते हैं इरविन के मॉडल के माध्यम से प्राप्त प्लास्टिक ज़ोन का आकार इलास्टिक क्षेत्र पर लागू यील्ड मानदंड के माध्यम से प्राप्त आकार की तुलना में काफी बड़ा है मुझे लगता है कि हम वापस जाएंगे और फिर देखेंगे कि इरविन का मॉडल किस प्रकार विकसित किया गया था और उस समय हमने क्या कहा था कि इरविन ने एक सरलीकृत मॉडल प्रस्तुत किया जो प्लास्टिक विरूपण के कारण लोड के पुनर्वितरण पर विचार करता है और आपने सरलतम मामले में क्या किया है आपके पास क्रैक टिप है और आपके पास वेस्टरगार्ड समाधान द्वारा दिए गए स्ट्रेस क्षेत्र हैं सिग्मा y का मान यहां आरेखित किया गया है और सरलतम मॉडल में हमने क्या किया जब यह यील्ड स्थिति तक पहुँचता हैं तो हम बस केवल इस लाइन को काट देते हैं यदि आप ट्रेसका यील्ड मानदंड लागू करते हैं तो यह सिग्मा ys पर घटित होता है और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास यह बिंदु चिन्हित है और हमने कहा था कि यह क्रैक के आगे प्लास्टिक ज़ोन की लंबाई होनी चाहिए इस लोड पर क्या घटित होता है समाधान बताता है कि यह वास्तविक रूप से काफी अधिक लोड का वहन कर रहा था और आप कहते हैं वास्तविक अभ्यास में क्योंकि मेटेरियल यील्ड स्ट्रेंथ से अधिक लोड को वहन नहीं कर सकता है तो इस स्थिति में वक्र को काट देना सही दृष्टिकोण नहीं होगा इसलिए इरविन ने क्या तर्क दिया कि आपको इस लोडिंग का पुनर्वितरण करना होगा यह अनिवार्य रूप से प्लास्टिक ज़ोन की लंबाई के विस्तार के लिए शामिल होगा और यह उन्होंने क्रैक अक्ष के साथ किया है और यह क्षेत्र A2 किस प्रकार प्राप्त किया यह इस प्रकार प्राप्त किया गया था कि जो कुछ भी असंतुलित भार है ये क्षेत्र और यह क्षेत्र मेल खाते हैं तो अब आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई सरलीकृत विश्लेषण की तुलना में अधिक लंबी है अब हमें यह देखना होगा कि क्या इरविन एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने प्लास्टिक ज़ोन की लंबाई के विस्तार की गणना की थी क्योंकि ये सभी मॉडल हैं यह एक बहुत ही कठिन समस्या है जिसे आप संभाल रहे हैं और आपको यह पता लगाना होगा कि क्या इरविन द्वारा प्राप्त परिणाम लिटरेचर में अन्य परिणामों के साथ यथोचित तुलनात्मक हैं आपके पास एक अन्य दृष्टिकोण भी था और यह डगडेल द्वारा किया गया था जिन्होंने एक अलग समस्या गढ़ी थी उन्होंने कल्पना की कि वहाँ क्रैक टिप के आगे प्लास्टिक ज़ोन है और उन्होंने इस समस्या को इस तरह से फिर से गढ़ा था कि लागू किये गए लोड के कारण चाहे जो भी स्ट्रेस तीव्रता कारक है जो कि K सिग्मा है और उन्होंने कल्पना की कि आपके पास एक ससंजक क्षेत्र है जो कि यील्ड स्ट्रेंथ द्वारा कंप्रेस किया हुआ है यह स्ट्रेस तीव्रता कारक इन दोनों का योग 0 हो जाना चाहिए इसलिए उन्होंने मौलिक रूप से प्लास्टिक ज़ोन की लंबाई के आकलन के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाया उन्होंने दो समस्याओं के सुपरपोजिशन का पता लगाया और उन्होंने प्लास्टिक ज़ोन की लंबाई को प्राप्त किया K सिग्मा जो उन्होंने लिया था वह कुछ नहीं अपितु मूल क्रैक लंबाई a तथा मानी गई प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई डेल्टा के योग के बराबर है प्रक्रिया पूर्णतया भिन्न है और क्या परिणाम है जो उन्होंने प्राप्त किया है क्या हम डगडेल के मॉडल और इरविन के मॉडल से प्राप्त प्लास्टिक ज़ोन की लंबाई की तुलना कर सकते हैं क्या वे इंजीनियरिंग के नजरिए से काफी अलग हैं या पर्याप्त रूप से करीब हैं डगडेल के मॉडल के आधार पर आप प्लास्टिक जोन की लंबाई पाई बटा 8 KI बटा सिग्मा ys पूरे का स्क्वायर के रूप में प्राप्त करते हैं और यदि आप वास्तव में पाई बटा 8 के मान की गणना करते हैं तो यह 0393 गुणा KI बटा सिग्मा ys पूरे का स्क्वायर हो जाता है इरविन के मॉडल के आधार पर यह 1 बटा π KI बटा सिग्मा ys पूरे का स्क्वायर है और जब आप वास्तव में 1 बटा π की गणना करते हैं तो गुणांक 0318 है जबकि डगडेल के मॉडल से यह 0393 है इसलिए वहाँ निश्चित रूप से तुलना है हालाँकि इरविन के मॉडल द्वारा दिया गया प्लास्टिक ज़ोन सरलीकृत दृष्टिकोण से अधिक है जो भी परिणाम हमें किसी अन्य पद्धति से मिला है वह सही रास्ता नहीं है लेकिन निश्चित रूप से सरलीकृत मॉडल सही नहीं है आप एक वक्र को बस अपनी सुविधा हेतु नहीं काट सकते श्रीमान मेरा प्रश्न फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण से संबंधित है प्लेन स्ट्रेन में एक नमूने के लिए विमा मेटेरियल टफनेस परीक्षण पर आधारित क्यों है श्रीमान मुझे लगता है कि आपका प्रश्न यह है कि प्लेन स्ट्रेन KIC परीक्षण के लिए नमूने की विमा मेटेरियल टफनेस KIC पर आधारित क्यों हैं अब हमें क्या करना है कि हमें वापस जाना होगा और देखना होगा कि फ्रैक्चर परीक्षण कैसे विकसित हुआ हमें देखना होगा शुरुआती प्रयास क्या हैं और धातुओं पर शुरुआती परीक्षण पतली प्लेटों के लिए थे हालांकि शोधकर्ताओं ने देखा कि फ्रैक्चर व्यवहार पर प्लेट की मोटाई का एक मजबूत प्रभाव था देखिए अभी फ्रैक्चर की किताबों से आप सभी जानते हैं कि यदि आपको फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण करना है तो आपको क्रैक टिप पर प्लेन स्ट्रेन की स्थिति को बनाए रखना होगा जो नमूने के लिए एक विशिष्ट मोटाई की मांग करता है यदि आप फ्रैक्चर परीक्षण के शुरुआती प्रयासों को देखते हैं तो शुरू में उन्होंने पतली प्लेटों पर काम किया तब उन्होंने ध्यान दिया कि फ्रैक्चर व्यवहार पर प्लेट की मोटाई का एक मजबूत प्रभाव था और इरविन 1960 में ध्यान दीजिए यह फ्रैक्चर यांत्रिकी विकास के प्रारंभिक चरणों में से एक है उन्होंने प्रदर्शित किया कि मोटे सेक्शन में उनके पतले समकक्षों की तुलना में स्पष्ट रूप से कम फ्रैक्चर टफनेस है इसलिए उस समय उन्हें पता नहीं था कि क्या कारण है देखिए जब आप एक डिजाइन कर रहे हैं तो आपको एक मान लेना होगा जो मेटेरियल का एक गुण है और यह मेटेरियल का गुण कब बन जाता है केवल प्लेन स्ट्रेन की स्थिति में वह हम जानते हैं लेकिन इरविन ने अंतर्ज्ञान युक्त तर्क के आधार पर प्लेन स्ट्रेन के प्रभाव को जिम्मेदार ठहराया और मोटे सेक्शनों के लिए फ्रैक्चर टफनेस के मानों के लिए प्लास्टिक जोन के घटते महत्व को स्पष्ट रूप से कम मूल्य दिया है तो इस तरह से उन्होंने इसे देखा गया है बाद में इसे प्रायोगिक परिणाम द्वारा समर्थित किया गया था और आपने इन ग्राफों को भी देखा जब आप स्टील को देखते हैं तो फ्रैक्चर की टफनेस इस तरह बदलती है और यह किसी एक विशिष्ट मोटाई के बाद ही स्थिर होती है और आप जाते हैं और जांच करते हैं यह वास्तव में क्रैक टिप पर प्लेन स्ट्रेन की स्थिति सुनिश्चित कर रहा था तो यही कारण है कि लोग प्लेन स्ट्रेन की स्थिति बनाए रखने के लिए जाते हैं ताकि आपको एक मेटेरियल का गुण प्राप्त हो जिसको आपकी सभी डिजाइन गणनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है इसलिए शुरू में उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह मोटाई का फंक्शन है एक बार जब वे समझ जाते हैं कि यह एक मोटाई का फंक्शन है तो आपको एक तर्कसंगतता होनी चाहिए आप नमूने की मोटाई तक कैसे पहुंचें श्रीमान प्लास्टिक ज़ोन आकार और फ्रैक्चर टफनेस के बीच क्या संबंध है देखिये मुझे इसे इस तरह से पेश करने दें जब आपको फ्रैक्चर टफनेस का परीक्षण करना होता है तो हम पहचानना चाहते थे कि नमूने का आकार क्या होना चाहिए नमूने की मोटाई गणना के लिए हमने प्लास्टिक ज़ोन की लंबाई का उपयोग किया है हमने प्लास्टिक ज़ोन की लंबाई का उपयोग कैसे किया है हमने प्लेन स्ट्रेन की स्थिति को देखा है इरविन ने प्लास्टिक जोन की लंबाई को 1 बटा 3 π गुणा KIC बटा सिग्मा ys पूरे का स्क्वायर के रूप में प्राप्त किया है और प्रायोगिक अवलोकन के आधार पर लोगों ने पाया कि नमूने की मोटाई इस प्लास्टिक ज़ोन के आकार की कम से कम 25 गुना होनी चाहिए तो जब आप 25 को 1 बटा 3 π से गुणा करते हैं तो यह 25 गुना KIC बटा सिग्मा ys पूरे का स्क्वायर के रूप में अनुमानित किया गया है तो आप प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई के आधार पर मोटाई B की गणना करते हैं यह वहीं बंद हो जाता है प्लास्टिक ज़ोन की लंबाई और फ्रैक्चर टफनेस के बीच अन्य कोई और संबंध नहीं है लोगों ने इसे देखा है प्रयोगों द्वारा उन्होंने पाया कि इस तरह और ऐसी प्रकार की मोटाई का होना चाहिए बाद में उन्होंने विपरीत दिशा में काम किया और पाया कि प्लेन स्ट्रेन में प्लास्टिक ज़ोन की लंबाई को 25 से गुणा आपको मोटाई देता है तो इस तरीके से संबंध आता है प्लास्टिक ज़ोन की लंबाई पता कर लेने से आप फ्रैक्चर टफनेस का अनुमान नहीं लगा सकते लेकिन आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण के लिए आपको जो नमूना चाहिए उसका आकार क्या होना चाहिए श्रीमान अगर हम KIC को प्राप्त करने के लिए बड़े आकारों वाले एक नमूने का उपयोग करते हैं तो प्रयोगात्मक परिणामों की सटीकता अधिक है लेकिन SIF की गणना करने के प्रयोगों में बड़े पार्श्व आकारों वाले नमूने को नियोजित नहीं किया गया है उसका क्या कारण है देखिए स्वयं प्रश्न में ही उसका उत्तर है देखिए जब आप वास्तव में मेटेरियल की टफनेस को देख रहे हैं तो वहां अनुशंसा हैं उस नमूने की मोटाई क्या होनी चाहिए जो आप चाहते हैं और हमने देखा है कि फ्रैक्चर टफनेस मोटाई का एक फंक्शन है इसलिए जब आप फ्रैक्चर टफनेस की गणनाओं के लिए K IC पता करते हैं तो आप कोड द्वारा अनुशंसित मोटाई का उपयोग करते हैं अब प्रश्न आपके दिए गए अनुप्रयोग के लिए है कि कहीं वह फ्रैक्चर टफनेस उपयोगी है या नहीं आपको निर्णय करना पड़ेगा अगर आप प्लेन स्ट्रेस ज्ञानक्षेत्र में काम कर रहे हैं तो प्लेन स्ट्रेन फ्रैक्चर टफनेस के बजाय प्लेन स्ट्रेस फ्रैक्चर टफनेस की गणना करें आप जानते हैं सिर्फ इसलिए कि आप अपने दिमाग को यह पता लगाने के लिए नहीं लगा रहे हैं कि आपके अनुप्रयोग के लिए किस फ्रैक्चर टफनेस का उपयोग करना है आप यह कह सकते हैं कि जब आपके पास बड़ी मोटाई होती है तो सटीकता अधिक होती है और हम अपने विशिष्ट अनुप्रयोग के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो प्लेन स्ट्रेस की स्थिति के लिए हमने एक प्लेन स्ट्रेस फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण भी देखा है इसलिए अपने विशिष्ट अनुप्रयोग के लिए इसे लागू करने हेतु उस प्रकार के वक्र से डेटा लें क्या कॉम्पैक्ट तनाव नमूना वास्तव में कॉम्पैक्ट है हाँ ऐसे कौन से नमूने हैं जिन पर फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण के लिए हमने देखा है हमने एक कॉम्पैक्ट तनाव नमूना देखा है हमने थ्री पॉइंट बेंड नमूने को भी देखा है और मैंने उल्लेख किया था थ्री पॉइंट बेंड नमूना किसी के लिए निर्माण हेतु सबसे सरल है यहां तक कि लोडिंग फिक्श्चर बहुत साधारण हैं दूसरी ओर कॉम्पैक्ट तनाव नमूने के लिए लोडिंग फिक्श्चर थोड़ा अधिक परिष्कृत होना चाहिए और हमने एक C प्रकार का नमूना भी देखा था और एक डिस्क प्रकार का नमूना भी हमने देखा है कि यह ट्यूबों के लिए है और यह डिस्क शाफ्ट इत्यादि के लिए है मैंने परमाणु संस्थापनों के मामले में भी उल्लेख किया था भले ही आपके पास परिरोधन न्यूट्रॉन बमबारी के कारण बहुत अधिक टफ मेटेरियल से बना हुआ हो लेकिन एक समय के बाद मटेरियल निम्न स्तर का हो जाता है यह भंगुर हो जाता है तो एक तकनीक जो लोगों को काम में लगाए रखती है कि वे रिएक्टर में काफी सारे नमूनों को जमा कर रखते हैं और निश्चित अंतराल पर नमूने को बाहर निकालते हैं और मेटेरियल टफनेस का पता लगाने के लिए उसका परीक्षण करते हैं रिएक्टर के जीवन के एक फंक्शन के रूप में किस प्रकार स्तर गिर गया है इसलिए आपको एक दिए गए क्षेत्र में अधिक से अधिक नमूने जमा करके रखने की आवश्यकता है इसलिए लोग एक कॉम्पैक्ट तनाव नमूने के परीक्षण के लिए एक अतिरिक्त कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं और अगर आप वास्तव में तुलना करते हैं तो थ्री पॉइंट बेंड नमूनों के तुलनात्मक आकार और एक कॉम्पैक्ट तनाव नमूना ये इस प्रकार हैं यह आपके थ्री पॉइंट बेंड नमूने का केवल एक अंश है आप एक कॉम्पैक्ट तनाव नमूना बना सकते हैं तो यह कम जगह घेरने वाला है और आप समय समय पर इन्हें निकाल भी सकते हैं और ये सभी प्रक्रियाएँ रोबोट द्वारा ही की जाती है क्योंकि यह सभी रेडियोधर्मी है और लोगों ने केवल इस उद्देश्य के लिए रोबोट विकसित किए हैं और यह परमाणु उद्योग में सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जाता है और आप यह भी देख सकते हैं कि आप वास्तव में एक थ्री पॉइंट बेंड नमूने के लिए ज्यादा से ज्यादा पांच नमूनों को पैक कर सकते हैं तो यह वास्तव में दर्शाता है कि कॉम्पैक्ट नमूना वास्तव में कॉम्पैक्ट है हम पेरिस लाॅ में मेटेरियल स्थिरांकों C और m किस प्रकार पता कर सकते हैं क्या C और m स्ट्रेस अनुपात R से स्वतंत्र है अब हम वापस जाएंगे और देखेंगे कि C और m की गणना करने के लिए क्या परीक्षण हैं जिन्हें हमें करने की आवश्यकता है और मैंने कहा था कि जब फटीग लोडिंग लागू कर रहे हैं आपको क्रैक वृद्धि की निगरानी करनी होगी जब आपके पास नमूने में फटीग लोडिंग है तो आपको इसकी निगरानी करनी होगी और मुझे लगता है कि मैं एनीमेशन को फिर से चलाऊ आपको फटीग लोड लागू करना होगा जैसे ही क्रैक विकसित होता है किसी मैकेनिज्म द्वारा या तो आप NDT विधि द्वारा करते हैं अथवा क्रैक मुख ओपनिंग विस्थापन गेज रखते हैं और एक a बनाम N ग्राफ विकसित करते हैं तो इस ग्राफ से आप आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं और डेल्टा K का लघुगणक बनाम da बटा dN का लघुगणक के बीच एक ग्राफ प्राप्त करते हैं और इस ग्राफ से आप प्रतिच्छेद के साथ साथ प्रवणता का भी पता लगा सकते हैं तो इस प्रकार आप C और m का पता लगाते हैं और ध्यान रखिए जब आप पेरिस लाॅ को देख रहे हैं तो यह केवल सीधा भाग देता है यही कारण है कि आप उन्नत कोड में क्यों पाते हैं कि वे इस तरह पेरिस लाॅ का उपयोग नहीं करते हैं पेरिस लाॅ का एक संशोधन जिसमें यह भी बताया गया है कि जब फेलियर होने वाला होता है तो क्या घटित होता है तो यही कारण है कि लोग फाॅरमैन लाॅ का उपयोग करते हैं जहां KIC समीकरण में पहले से जुड़ा हुआ है जैसे कि पेरिस लाॅ आपको यह नहीं बताता कि क्रैक कब क्रिटिकल हो जाता है अब सवाल यह है कि जब स्ट्रेस अनुपात बदलता है तो ग्राफ़ कैसा दिखता है हमने देखा है स्ट्रेस अनुपात के एक फंक्शन के रूप में ग्राफ़ बाईं तरफ स्थानांतरित हो जाता है तो आपका थ्रेशोल्ड मान क्रैक आरंभ के लिए कम होता जाता है तो इसका मतलब है कि C का मान बदलता है प्रतिच्छेद बदलता है प्रवणता अधिकतर स्थिर रहती है तो केवल तरीका है जो मैं कह सकता हूं कि आपको यह देखना होगा कि आंकड़ों को कैसे रिपोर्ट किया जाता है आप जानते हैं अगर लोगों ने कुछ अनुभवजन्य संबंध दिए हैं यदि आप किसी एक से R अनुपात का पता लगाते हैं तो क्या यह अन्य R अनुपातों के लिए बढ़ाया जा सकता है हमें उस दृष्टिकोण से देखना होगा अन्यथा आपको विभिन्न R अनुपातों के लिए परीक्षण को दोहराना होगा और कोई रास्ता नहीं है या तो आपके पास एक अनुभवजन्य संबंध होना चाहिए जो आपको एक R अनुपात से दूसरे R अनुपातों को प्राप्त करने में मदद करता है अन्यथा आपको काफी थका देने वाले परीक्षण करने होंगे तो फ्रैक्चर विश्लेषण में कोई भी सफलता थका देने वाले मेटेरियल परीक्षण के साथ आती है थका देने वाले मेटेरियल परीक्षण के बिना आप फ्रैक्चर यांत्रिकी को नियोजित नहीं कर सकते और R अनुपात एक कारक है लेकिन इस ग्राफ से यह पता चलता है कि प्रवणता वही रहती है लेकिन C परिवर्तित होता है यही हम प्राप्त करते हैं लेकिन आपको डेटा हैंडबुक को देखना होगा कि वे परिणामों को किस प्रकार रिपोर्ट करते हैं श्रीमान कृपया आप व्याख्या कर सकते हैं कि छोटे क्रैक या बहुत बड़े क्रैक के मामले में LEFM मानदंड अपेक्षाकृत भंगुर मेटेरियल के लिए भी मान्य क्यों नहीं हैं हाँ हम छोटी क्रैकों की समस्या के संपर्क में आएंगे और आपको समझना होगा वे किस प्रकार प्रभावित करते हैं बहुत छोटे क्रैक मेटेरियल की सूक्ष्म संरचनात्मक विशेषता द्वारा प्रभावित होते हैं जो पारंपरिक कंटीन्यूयम आधारित LEFM द्वारा संबोधित नहीं किए जाते हैं क्योंकि यह पैमाने पर निर्भर करता है ब्रह्मांड विज्ञान में देखें हम क्या पाते हैं कि आपके पास ब्रह्मांड में समान रूप से वितरित द्रव्यमान है जबकि आप पाते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक बड़ा अंतर है और पृथ्वी और सूरज के बीच भी अंतर है आपके पास इंटरस्टेलर स्पेस हैं जहां कुछ भी उपस्थित नहीं है जब आप ब्रह्मांड विज्ञान में बहुत लंबे पैमाने पर देख रहे हैं तो आप इसे कंटीन्यूयम के रूप में उपयोग कर सकते हैं और इसके साथ खेल सकते हैं जिस क्षण आप छोटे क्रैक पर जाते हैं आपके पास क्रैक की टिप पर एक प्लास्टिक ज़ोन होता है प्लास्टिक ज़ोन का आकार क्रैक की लंबाई के बराबर है इसलिए जब प्लास्टिक ज़ोन का आकार क्रैक की लंबाई के बराबर होता है तो हमें क्या करना होगा LEFM काम नहीं करेगा केवल EPFM ही मदद करेगा इसलिए हमें यह देखना होगा कि किस प्रकार की कठिनाइयाँ हैं आपके पास उस पैमाने पर त्रिआयामी प्रभाव भी होंगे जिससे समस्या को संभालना मुश्किल हो जाता है और बहुत छोटे क्रैक से लेकर क्रैक लंबाई की पूरी श्रृंखला को संबोधित करने के लिए पूर्वानुमान तकनीक का विकास एक बहुत ही कठिन काम है आपको वह समझना होगा आप जानते हैं आप लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी विकसित करते हैं ताकि हमारे पास एक सुविधाजनक क्षेत्र हो हम यथोचित लंबे क्रैक को समझते हैं वे किस प्रकार व्यवहार करते हैं हम कुछ निश्चित प्रकार की समस्याओं को हल करने में सक्षम हैं तो वह केवल सीमित ज्ञान है क्रैक लंबाई की पूरी श्रृंखला को संबोधित करने के लिए कोई भी पूर्वानुमान तकनीक बहुत अधिक मुश्किल है और हम क्या कर सकते हैं संभवतः LEFM प्रवृति के नीचे लेकिन सूक्ष्म पैमाने की विविधता के ऊपर जो कि क्रैक विकास प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है वहाँ EPFM प्रभावी होगा ऐसा इसलिए है क्योंकि समस्या का सार प्लास्टिक विरूपण की उपस्थिति है तो LEFM से यदि आप EPFM विश्लेषण पर जाते हैं तो आप अभी भी छोटे क्रैक का विश्लेषण कर सकते हैं लेकिन यह 0 से आरंभ नहीं होता है तब आपके पास यह सूक्ष्म पैमाने पर विविधता इत्यादि है इसलिए EPFM का उपयोग छोटे क्रैक सीमांकन बिंदु से एक कंटीन्यूयम यांत्रिकी दृष्टिकोण की सीमा तक स्थानांतरित करने हेतु अपेक्षित है एक छोटे क्रैक के लिए क्रैक वृद्धि दर अधिक है तो यह साहित्य में भली भांति प्रलेखित है लोगों ने पाया है कि जो भी फ्रैक्चर सिद्धांत जो कि फटीग क्रैक वृद्धि सिद्धांत आपने विकसित किए हैं वे छोटे क्रैक पर लागू नहीं हैं क्योंकि उनकी वृद्धि दर अधिक होती है और आप जानते हैं लोग LEFM में कुछ चीजें करने के आदी हैं उन्होंने इस स्थिति को संभालने में भी समान प्रस्तावों को विस्तारित किया हमने देखा है कि वहाँ क्रैक टिप से आगे प्लास्टिक ज़ोन है हमने LEFM में प्लास्टिक ज़ोन को कैसे संभाला था आप मानते हैं कि क्रैक लंबाई वास्तविक भौतिक लंबाई से अधिक है इस तरह के दृष्टिकोण को हद्दाद एट अल द्वारा प्रस्तावित किया गया था इसलिए उन्होंने वास्तविक क्रैक लंबाई में एक छोटी छद्म क्रैक लंबाई को जोड़ने का सुझाव दिया आप जानते हैं कि जब कोई प्रस्ताव देता है तो लोग इसे उसके मुँह पर स्वीकार नहीं करेंगे फ्रैक्चर साहित्य में इस तरह के दृष्टिकोण पर सवाल उठाया गया है और लोग अब एक झुके हुए स्ट्रिप यील्ड मॉडल के उपयोग पर ध्यान दे रहे हैं और छोटे क्रैकों को संभालने के लिए इलास्टिक प्लास्टिक फाइनाइट एलिमेंट मॉडल पर काम किया जा रहा है और आप इस संदर्भ को नोट कर सकते हैं यह लीस कनीनेंन हॉपर अहमद और ब्रॉक Leis Kanninen Hopper Ahmad and Brock द्वारा है एक क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द शार्ट क्रैक प्राब्लम इन फटीग मैकेनिक्स ऑफ फटीग यह एक 1981 में प्रकाशित ASME AMD वाल्यूम है जो विभिन्न पद्धतियों की चर्चा करता है अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना होगा आपको यह समझना होगा कि LEFM विश्लेषण अमान्य होने पर कोई चेतावनी नहीं देता है क्योंकि आपका प्रश्न है LEFM छोटे क्रैक के साथ साथ लंबे क्रैक के लिए मान्य नहीं है यह अच्छी तरह से समझा हुआ है क्योंकि LEFM पद्धति इस तरह की चेतावनी नहीं देती है यह प्रयोक्ता है जिसे प्लास्टिक विरूपण की भूमिका का आकलन करने के लिए पर्याप्त रूप से बुद्धिमान होना चाहिए प्रयोक्ता को यह पता होना ही चाहिए कि प्लास्टिसिटी प्रभाव को मानने की आवश्यकता है या नहीं सबसे सुरक्षित दृष्टिकोण एक विश्लेषण को अपनाना है जो पूरी तरह से लीनियर इलास्टिक से लेकर पूर्णतया प्लास्टिक व्यवहार की पूरी श्रृंखला तक फैला हुआ है इसलिए केवल इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए मैंने फेलियर असेसमेंट डायग्राम के बुनियादी नियमों के बारे में चर्चा की है और वह भी यहाँ संक्षेपित किया गया है इसलिए आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों का ध्यान रखने के हेतु फेलियर असेसमेंट डायग्राम के उपयोग की अनुशंसा की जाती है और हम यह भी देखेंगे कि इस आरेख की उत्पत्ति कैसे हुई आप जानते हैं कि लोगों ने देखा था जब आपके पास बहुत कम लोड अनुपात हैं अनिवार्य रूप से यह लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी के ज्ञानक्षेत्र में है मुझे लगता है कि आपको इसका एक स्केच बनाने की आवश्यकता है यह जो हमने पहले देखा था उससे एक अलग चित्र है और इससे आपको सराहना मिलती है कि लोगों ने फ्रैक्चर यांत्रिकी से कैसे संपर्क किया है और हम हमेशा इनमें से कुछ विचारों को काम में लेते हैं जो हम पारंपरिक डिजाइन विश्लेषण में जानते हैं हमने पारंपरिक डिजाइन विश्लेषण में देखा है आपके पास सिग्मा ys है जो एक तनाव परीक्षण से यील्ड स्ट्रेंथ है जिसे संयुक्त लोडिंग की फेलियर के लिए उपयोग किया जाता है मिश्रित मोड फ्रैक्चर में हमने पाया है कि KIC के मान का उपयोग किया गया था केवल जब लोग अनुभवजन्य संबंधों में चले गए तो वे KIC के साथ साथ KIIC या KIIIC भी लाए जिस प्रकार का मामला हो सकता है इसलिए लोगों ने शुरू में क्या देखा जब नमूने पर लोडिंग लगभग 30 प्रतिशत थी अनिवार्य रूप से LEFM का वर्चस्व है आपके पास एक भंगुर फ्रैक्चर होगा यदि लोडिंग मेटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ के काफी करीब है तो यह अनिवार्य रूप से प्लास्टिक निपात द्वारा निर्धारित होता है तो LEFM और सीमा विश्लेषण के क्षेत्रों के बीच आपके पास इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी द्वारा निर्देशित क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में आपको इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर विश्लेषण पर निर्भर रहना होगा और हम यह भी देखेंगे कि भिन्नता क्या है देखिए कि यह ग्राफ़ क्या कहता है कि मेरे पास एक सीधी रेखा नहीं है और एक अन्य सीधी रेखा यहाँ मिलती है पारंपरिक डिजाइन में आपने क्या किया है आपने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की संयुक्त लोडिंग की थी और आप कहते हैं कि यील्डिंग तब होती है जब सिग्मा 1 सिग्मा ys के बराबर होता है या जब सिग्मा 2 सिग्मा ys के बराबर होता है तो यील्डिंग होती है और यह यील्ड बिंदुपथ है जिसे आप ट्रेसका यील्ड मानदंड से प्राप्त करते हैं यह एक वर्ग की तरह है जबकि एक बार जब आप LEFM और प्लास्टिक निपात में फेलियर पर आते हैं तो आपके पास एक वर्गाकार क्षेत्र नहीं हो सकता है यह एक वक्र द्वारा निर्देशित किया जाता है यह उससे कम है यह चेतावनी का संकेत है आप जानते हैं कि लोगों को क्या मिला है मान लीजिए कि आप एक संरचना लीजिए विश्लेषण कीजिए कि क्या यह भंगुर फ्रैक्चर को संतुष्ट करता है मान लीजिए कि यह भंगुर फ्रैक्चर को संतुष्ट करता है स्वतंत्र रूप से विश्लेषण कीजिए कि क्या कहीं यह प्लास्टिक निपात को संतुष्ट करता है आप पाते हैं कि यह प्लास्टिक निपात को संतुष्ट करता है फिर भी यदि आप फेलियर असेसमेंट डायग्राम का उपयोग करते हैं तो बिंदु इस क्षेत्र सीमा के बाहर हो सकता है बिंदुपथ के अंदर का क्षेत्र सुरक्षित माना जाता है तो यह वह जगह है जहां फेलियर असेसमेंट डायग्राम सफल है यह वास्तव में तब काम आता है जब आपका LEFM विश्लेषण और साथ ही प्लास्टिक निपात विफल हो जाता है आप उन्हें अलग अलग लागू नहीं कर सकते तो सुझाव यह है कि सीधे जाकर बिना सोचे समझे LEFM को लागू नहीं करें आप हमेशा फेलियर असेसमेंट डायग्राम पर आ जाते हैं क्योंकि इसमें LEFM EPFM के साथ साथ सीमा विश्लेषण शामिल है और शुरूआत में लोगों ने स्ट्रेन हार्डनिंग की चिंता नहीं की क्योंकि यह यील्ड स्ट्रिप मॉडल पर आधारित था इसलिए यह यील्ड स्ट्रेंथ के मान तक जाकर रुका जो भी प्रवाह स्ट्रेस या जिस भी प्रकार का सीमित स्ट्रेस प्लास्टिक निपात में था वह उसी पर रुक गया लेकिन बाद में लोगों ने स्ट्रेन हार्डनिंग शामिल करके इसे विस्तारित किया और वक्र भी भिन्न था और हमने देखा था कि वक्र विभिन्न मापदंडों द्वारा निर्देशित होता है और और विभिन्न तरीकों से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं यह LEFM से केवल एक सीधी रेखा नहीं है और प्लास्टिक निपात से केवल एक सीधी रेखा नहीं है और एक दिए गए अनुप्रयोग के लिए आपको इस वक्र का पता लगाना है यह इस बात का सीमांकन करता है कि स्वीकार्य क्षेत्र क्या है और अस्वीकार्य क्षेत्र क्या है तो फ्रैक्चर यांत्रिकी के बारे में और उसे लागू करने में सबसे अच्छा तरीका हमेशा विफलता मूल्यांकन आरेख पर जाकर रुकता है LEFM इसलिए नहीं करें क्योंकि आपने LEFM सीखा है हमने LEFM विश्लेषण का अत्यधिक विस्तृत अध्ययन किया है हमने EPFM के बुनियादी नियमों पर भी ध्यान दिया है हमने विफलता मूल्यांकन आरेख पर भी ध्यान दिया है इसलिए जब आप वास्तविक संरचना पर फ्रैक्चर यांत्रिकी अवधारणा को लागू करते हैं तो आपको LEFM से लेकर प्लास्टिक निपात तक विश्लेषण करना चाहिए और उसके बाद ही तय करें कि क्या आप आपके अनुप्रयोग की अवधारणाओं के सही क्षेत्र में हैं अन्यथा फ्रैक्चर यांत्रिकी अवधारणाओं को वास्तविक डिजाइनों पर लागू नहीं किया जा सकता है छोटे क्रैक एक जगजाहिर समस्या है जो कि साहित्य में अच्छी तरह से प्रलेखित है इसलिए वर्तमान साहित्य को देखें और जानें कि किन तरीकों से आप अपनी समझ को बेहतर बना सकते हैं और विश्लेषण के लिए उचित सिद्धांत लें यही है जिसे आपको देखना है और आप फिर से दोहरान के लिए भी देख सकते हैं तो प्रारंभिक क्षेत्र भंगुर फ्रैक्चर द्वारा घेरा गया है मध्यवर्ती क्षेत्र भंगुर फ्रैक्चर और प्लास्टिक निपात से आच्छादित है और अंतिम क्षेत्र जब लोड प्रवाह स्ट्रेस के बहुत करीब है तो यह प्लास्टिक निपात द्वारा निर्देशित होता है और आपके पास डेटा बिंदु है तो इस डेटा बिंदु को FAD आरेख में देखना होगा तो अनुशंसा है कि इन विश्लेषणों को अलग अलग मत कीजिए FAD आरेख को देखिए लोगों ने ऐसे उदाहरण दिखाए हैं जहां यह स्वतंत्र रूप से LEFM को संतुष्ट करता है यह प्लास्टिक निपात को स्वतंत्र रूप से संतुष्ट करता है लेकिन फिर भी संरचना सुरक्षित नहीं है क्योंकि बिंदु FAD वक्र के बाहर था तो ऐसे उदाहरणों का लोगों ने प्रदर्शन किया है और आपको उससे सीखना है क्या फ्रैक्चर व्यवहार कंपोजिट मेटेरियलों में अलग है हाँ निश्चित रूप से ऐसा है कंपोजिट मेटेरियल में फ्रैक्चर व्यवहार बहुत जटिल है वहां विफलता के बहुत सारे मोड हैं और आपको क्या देखना होगा कि इस प्रकार के साहित्य को देखें जैसे कि आपके पास फाइबर खींचना गैर परतबंदी फाइबर टूटना मैट्रिक्स टूटना है वहाँ बहुत सारे पहलू हैं लेकिन फिर भी आप जानते हैं लोगों ने कंपोजिट में स्ट्रेस फील्ड का विश्लेषण करने के लिए फोटोइलास्टिक विश्लेषण का उपयोग किया है और वही मैं दिखाने जा रहा हूं तो आपको फोटोइलास्टिसिटी पसंद है आपके पास फोटो ऑर्थोट्रोपिक इलास्टिसिटी भी है एक प्रतिबंधित वर्ग की समस्याओं के लिए आपके पास परिणाम हैं जब आपके पास फाइबर द्वारा प्रबलित मैट्रिक्स होता है तो वे कैसे फेल होते हैं और इसमें एक चुनौती यह है कि एक मॉडल कैसे बनाया जाए जो पर्याप्त पारदर्शी हो आप जानते हैं कि मेरे छात्रों ने विकसित किया है आपके पास यह ग्लास फाइबर एपॉक्सी रेजिन या पॉलिएस्टर रेजिन में एम्बेडेड है इन दोनों के अपवर्तनांकों का उचित मिलान करके आप पारदर्शी कंपोजिट बना सकते हैं और ऐसी दो समस्याओं का अध्ययन किया गया है अगर मेरे पास फाइबर के समानांतर या लंबवत क्रैक है तो क्रैक किस प्रकार बढ़ता है और किस तरह का स्ट्रेस फील्ड है जिसे आप देख सकते हैं आइसोक्रोमैटिक्स का क्या प्रकार क्या है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं और यह 35 प्रतिशत आयतन अंश के एक E ग्लास फाइबर प्रबलित पॉलिएस्टर कंपोजिट के लिए किया गया है वास्तव में यदि आप कंपोजिट साहित्य को देखते हैं तो एक 35 प्रतिशत आयतन अंश के साथ पारदर्शी कंपोजिट तैयार करना एक चुनौती है यह हासिल किया गया है और विभिन्न फोटो ऑर्थोट्रोपिक सिद्धांत 1993 में साधना के एक शोधपत्र में दिखाई दिए आप इस पर एक नज़र डाल सकते हैं गणितीय विश्लेषण काफी जटिल है आप जानते हैं यहां तक की मेटेरियल स्ट्रेस फ्रिंज का मान आपको L दिशा T दिशा LT दिशा इत्यादि में प्राप्त करना होगा लेकिन मैं आपको कुछ फ्रिंज पैटर्न दिखाऊंगा जो हमने प्राप्त किए हैं और आपके पास ये प्राप्त किए गए फ्रिंज पैटर्न हैं यह मोड I लोडिंग के लिए है दो स्थितियों के लिए जब क्रैक फाइबर के समानांतर होता है और क्रैक फाइबर के लंबवत होता है मुझे लगता है कि मैं इसे आवर्धित कर सकता हूं और आपको दिखाता हूं देखिए कि फ्रिंजें फाइबर की दिशा में फैली हुई हैं और जाहिर है जब आपके पास एक क्रैक होता है तो क्रैक सीधे प्रसारित नहीं होता है लेकिन यह फाइबर के साथ प्रसारित हो जाएगा और आप यह भी देख सकते हैं कि क्रैक कैसा दिखता है जब आपके पास क्रैक फाइबर के समानांतर होता है तो फ्रिंज पैटर्न इस तरह होते हैं और ये साहित्य में पहली बार कंपोजिट के लिए प्राप्त हुए थे आपको 35 प्रतिशत आयतन अंश के लिए हमारे परिणामों के अलावा इस तरह के फ्रिंज पैटर्न नहीं मिल पाएंगे यह मोड II के लिए भी किया जाता है और आपके पास यह फाइबर के लंबवत है यह फाइबर के समानांतर है आपके पास फ्रिंजें हैं और वास्तव में आप फ्रिंज डेटा को संसाधित करके स्ट्रेस तीव्रता कारक का अनुमान लगा सकते हैं तो यह मोड I मोड II के साथ साथ मोड I और मोड II के संयोजन के लिए प्राप्त किया जाता है और ये चित्र काफी नाटकीय हैं आप देख सकते हैं कि जब क्रैक फाइबर के लंबवत होता है तो फ्रिंजें क्रैक अक्ष के साथ खींची जाती हैं और यह तब है जब क्रैक फाइबर के समानांतर है और आप इस शोधपत्र में कुछ परिणाम पा सकते हैं यह मेरे स्वयं एकेयादव विजय ए पंखवाला द्वारा है जो 1996 में इंजीनियरिंग फ्रैक्चर यांत्रिकी में प्रकाशित हुआ था और एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा भी है देखिए स्ट्रेस तीव्रता कारक निर्धारण के मामले में मेटेरियल मापदंडों ने आइसोट्रोपिक मेटेरियलों में भूमिका नहीं निभाई थी हमने क्या पाया था कि मेटेरियल के गुण कंपोजिट के मामले में प्रभाव डालते हैं तो फाइबरों का आयतन अंश SIF के मान पर एक भूमिका निभाता है हमने क्या पाया है कि वह प्रभाव काफी मामूली है यह 1998 में जर्नल ऑफ स्ट्रेन एनालिसिस में एक शोधपत्र के रूप में भी प्रकाशित हुआ है और लेखक मैं स्वयं यादव और मशीन डिजाइन में प्रोफेसर सेथुरमन थे तो आपके पास यहां क्या है कि समस्याओं के एक प्रतिबंधित वर्ग के लिए कंपोजिट पर फोटोइलास्टिसिटी कैसे लागू की गई है इसका एक अनुभव है देखिए जिस क्षण आप कंपोजिट पर जाते हैं तो पूरा मुद्दा अलग होता है लोग कंपोजिट के फ्रैक्चर यांत्रिकी का अध्ययन करने में क्षति यांत्रिकी से संबंधित अवधारणाओं को लाते हैं इसलिए आपको संबंधित साहित्य को देखना होगा और फिर सीखना होगा मैंने जो दिखाया है वह यह है कि कंपोजिट में समस्याओं के एक वर्ग के लिए फोटोइलास्टिसिटी को कैसे लागू किया जा सकता है यह विस्तृत नहीं है यह केवल सांकेतिक है और आप देखिए कि फ्रिंज पैटर्न कैसे दिखते हैं और आप कैसे समझ सकते हैं क्रैक की गंभीरता क्या है इत्यादि और हमने यह भी दिखाया है कि आइसोट्रोपिक मेटेरियल के लिए विकसित स्ट्रेस तीव्रता कारक को कंपोजिट विश्लेषण के लिए उपयोग किया जा सकता है हालांकि आयतन अंश एक भूमिका निभाता है इसका प्रभाव छोटा है क्या फ्रैक्चर यांत्रिकी मशीनिंग के दौरान बनने वाले कंटीले किनारों की व्याख्या कर सकता है आप जानते हैं यह एक अच्छा प्रश्न है आप जानते हैं जवाब है कि मुझे नहीं पता है यह भी एक जवाब है क्योंकि आप जानते हैं मैंने देखा है कि लोगों ने घिसाव से जुड़ी समस्याओं के लिए फ्रैक्चर यांत्रिकी को लागू किया है तो सबसे अच्छा तरीका है आपके पास बहुत अच्छी क्षमता वाला इंटरनेट है कृपया साहित्य को खोजें और यदि आपको इससे संबंधित एक अच्छा शोध पत्र मिल जाए तो इसे स्वयं पढ़ने की कोशिश करें क्योंकि मैंने आपको इस पाठ्यक्रम में पर्याप्त आधारभूत ज्ञान अनुप्रयोग उन्मुख क्षेत्रों को देखने हेतु प्रदान किया है यदि ऐसा है कि आपको समझने में कठिनाई है तो कृपया मेरे पास शोधपत्र लाएं मैं आपके साथ बैठ सकता हूं खुद सीख सकता हूं और आपको सिखा सकता हूं क्षति सह्यता का दृष्टिकोण क्या है देखिए हम देखेंगे कि क्षति सह्यता क्या है आप जानते हैं यदि आप क्षेत्र समस्याओं के लिए फ्रैक्चर यांत्रिकी लागू करना चाहते हैं अब यह औद्योगिक वातावरण में बहुत आम है वे इसे DT कहते हैं एक बार जब आप किसी उद्योग से जुड़ते हैं तो फ्रैक्चर यांत्रिकी की उपयोगिता वहाँ केवल DT होती है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संरचनाओं में अंतर्निहित दोष हैं और संरचनाओं की सुरक्षा के लिए फ्रैक्चर यांत्रिकी अवधारणाओं को कैसे लागू किया जाए यही वह है जिसे क्षति सह्यता दृष्टिकोण शामिल करता है और यदि आप वास्तव में देखते हैं तो आधुनिक संरचनाएं जैसे कि परमाणु संयंत्र अपतटीय प्लेटफॉर्म अंतरिक्ष वाहन इत्यादि वे अक्सर प्रतिकूल वातावरण में और अत्यधिक तापमान पर संचालित होते हैं देखिए इस तरह की आवश्यकता पहले की पीढ़ियों में नहीं थी विशेष रूप से यह पीढ़ी हम बहुत अधिक आगे बढ़ रहे हैं इसलिए हम मेटेरियल को अत्यधिक प्रतिकूल संचालन स्थितियों पर भी धकेल रहे हैं हमें यह देखना होगा कि इस तरह के अनुप्रयोगों में इष्टतमीकरण की आवश्यकताओं ने उच्च गुणवत्ता वाले मेटेरियलों के उपयोग को उनकी सीमाओं के काफी निकट संचालित करने की ओर धकेला है इसके बदले में क्रैक के निर्माण और इसके प्रयोगकाल में इसके बाद होने वाली वृद्धि का खतरा बढ़ गया है तो क्षति सह्यता दृष्टिकोण बुद्धिमानीपूर्वक फ्रैक्चर यांत्रिकी अवधारणाओं का उपयोग अंतर्निहित त्रुटियों या त्रुटियाँ जो उपयोगकाल के दौरान बढ़ती हैं दोनों के साथ वाली संरचनाओं की स्वास्थ्य निगरानी में करता है तो क्षति सह्यता क्षेत्र में फ्रैक्चर यांत्रिकी अवधारणाओं के व्यावहारिक उपयोग के अलावा कुछ भी नहीं है इस बारे में आप कैसे जाते हैं और हम सभी जानते हैं कि फटीग स्ट्रेस संक्षारण क्रैकिंग क्रीप आदि के कारण क्रैक्स बढ़ते हैं तो आपको फ्रैक्चर नियंत्रण योजना विकसित करने की आवश्यकता है फ्रैक्चर नियंत्रण योजना की भूमिका क्या है यह एक फेल सुरक्षित डिजाइन है देखिए पहले आपके पास अनंत जीवन जैसी अवधारणाएँ थीं लोग समझ गए हैं अनंत जीवन जैसा कुछ भी नहीं है हम जो चाहते हैं यदि घटक विफल हो रहा है तो उसे सुरक्षित रूप से विफल होने दें तो इससे ज्यादा आप इसमें कुछ और नहीं निकाल सकते हैं और यह है जो कि क्षति सह्यता के बारे में सब कुछ है और आप फ्रैक्चर नियंत्रण कैसे करते हैं वे विभिन्न उद्योगों के बीच पर्याप्त रूप से भिन्न होते हैं यदि आप परमाणु संस्थापनों को देखते हैं तो लीक बिफोर ब्रेक मानदंड को बड़े पैमाने पर परमाणु उद्योग में उपयोग किया जाता है जहां आपके पास ऊष्मा विनिमायक हीट एक्सचेंजर्स होते हैं तो आप इसे पाइपिंग उद्योग के लिए भी विस्तृत कर सकते हैं जहां आपके पास रासायनिक प्रसंस्करण संयंत्र और इतने पर और आगे हैं और आपके पास एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा भी है बहुविध लोड पथ दृष्टिकोण का उपयोग उन अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां किसी के लिए संरचना के सिर्फ एक घटक की विफलता को होने वाली भीषण विफलताओं का जरिया बनने देना असहनीय है देखिए आपने टेलीविजन कार्यक्रमों में देखा होगा कि उनके पास आपके ताश खेलने वाले पत्तों से महल बनाने की प्रतियोगिता है आप जानते हैं कि उन्हें जितना संभव हो उतना बड़ा महल बनाना है और आप जाते हैं और एक ताश निकालते हैं पूरी संरचना ढह जाएगी प्रकृति ने आपके प्रति कैसे देखा है आपको दो किडनी भेंट की गई हैं यदि एक किडनी विफल हो जाती है तो अन्य किडनी आपके बचाव में आयेगी तो वहाँ इष्टतमीकरण आवश्यक है लेकिन इसके लिए आवश्यक अतिरेकता भी आवश्यक है देखिए आप एक ऐसी संरचना नहीं बना सकते हैं कि यदि एक सदस्य विफल हो जाता है तो पूरी संरचना ढह जाए तो यह जो है वह सब कुछ बहुविध लोड पथ दृष्टिकोण के बारे में है और फ्रैक्चर नियंत्रण के मामले में भी जब आप वेल्डेड संरचनाएं प्रयोग कर रहे हैं तो आप जानबूझकर क्रैक अरेस्टर को प्रदान कीजिए देखिए यदि हमारे पास रिवेटेड कनेक्शन है रिवेटेड कनेक्शन स्वयं ही फ्रैक्चर नियंत्रण का काम करता है क्योंकि आपके पास छिद्र हैं इसलिए जब क्रैक छिद्र तक आता है तो छिद्र पुनः क्रैक शुरुआत में देरी करने की तरह काम करता है इस तरह की सुविधाजनकता वेल्डेड संरचनाओं के मामले में उपलब्ध नहीं है

तो यह सब करने के लिए आपको गणनाओं की आवश्यकता है यदि आपको ऐसा करना है तो आपको क्रिटिकल त्रुटि आकार का अनुमान लगाना होगा और यहाँ फिर से आपको पता है कि समस्या इतनी जटिल है हालांकि आप फ्रैक्चर यांत्रिकी करते हैं उससे यह निष्कर्ष नहीं निकालता कि मेरे पास सुरक्षा कारक नहीं है क्योंकि मैंने संरचनाओं के बारे में सब कुछ समझ लिया है वहां फिर से आप एक सुरक्षा कारक लाते हैं आपके पास एक क्रिटिकल क्रैक लंबाई हो सकती है लेकिन आप केवल एक अनुमेय क्रैक आकार ap की अनुमति देंगे और मैंने उल्लेख किया था केबल रोपवे के मामले के लिए पारंपरिक डिजाइन में सुरक्षा का कारक लगभग 10 है क्योंकि अगर कुछ भी घटित होता है तो बचाव बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए लोग बहुत उच्च सुरक्षा कारक रखना चाहते हैं यहां तक की जब आप फ्रैक्चर यांत्रिकी लागू करते हैं तब भी परमाणु उद्योग के अनुप्रयोग में एक समान सुरक्षा कारक का उपयोग किया जाता है तो सुरक्षा कारक 10 जितना उच्च है आप जानते हैं वहाँ परमाणु संयंत्र सुरक्षा के बारे में काफी चर्चा होती है वैज्ञानिकों ने जो कुछ भी समझा है उन्होंने इसे लागू किया है उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक ही समय में भूकंप और सुनामी आने का संयोग होगा फिर आप डिजाइन में सुधार करते हैं कोई और रास्ता नहीं है मेरा मतलब है आपको अनुभवों के माध्यम से सीखना होगा और फिर एक ही गलती दोबारा न करें यही वह जगह है जहाँ विज्ञान मदद कर सकता है और आपको एक रेसीडुएल स्ट्रेंथ आरेख प्राप्त करना होगा अब आप फेलियर असेसमेंट डायग्राम से लैस हैं तो आप एक बेहतर विश्लेषण कर सकते हैं इसलिए चेतावनी है कि बस LEFM लागू नहीं करें क्योंकि यह इसे अच्छी तरह से सीख चुके हैं वह प्रारंभिक बिंदु है यह पाठ्यक्रम फ्रैक्चर यांत्रिकी के लिए दरवाजे खोलता है यह केवल प्रथम स्तर का पाठ्यक्रम है आपने कुछ बुनियादी नियमों को सीख लिया हैं इस ज्ञान को अभ्यास में लागू करने के लिए आपको अतिरिक्त साहित्य पढ़ना होगा सुरक्षा के संबंध में देखना होगा और फिर ज्ञान का विस्तार करना होगा और पृष्ठभूमि के साथ मुझे यकीन है कि आप ऐसा करने में सक्षम होंगे और आपको प्रारंभिक त्रुटि आकार ai का आकलन भी करना होगा और वहाँ कुछ सावधानी का भी उल्लेख है यह उपलब्ध NDT उपकरण के कम से कम पता लगाने के बराबर नहीं है आम तौर पर यह माहौल और प्रयोक्ता के अनुभव द्वारा थोड़ा अधिक चलायमान होता है बस अल्पतमांक नहीं है यदि आप अल्पतमांक का ठीक से उपयोग नहीं करते हैं तो आपको प्रयोक्ता के अनुभव को भी देखना होगा तो प्रारंभिक त्रुटि आकार के यथार्थ मान को देखिए और मैंने पहले ही उल्लेख किया है यदि आप NASGRO या AFGROW को देखते हैं तो वे आपको विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए प्रारंभिक क्रैक लंबाई की अनुशंसा करते हैं अंतरिक्ष संरचनाओं के लिए अलग से और साथ ही EPFM संरचनाओं के लिए इत्यादि तो इससे आप एक उपयुक्त क्रैक वृद्धि मॉडल का उपयोग कर सकते हैं आप जानते हैं यह बहुत सावधानीपूर्वक किया गया है हमने कई क्रैक वृद्धि मॉडल देखे हैं तो आपको एक उपयुक्त क्रैक वृद्धि मॉडल की पहचान करनी होगी और उससे क्रैक की वृद्धि ai से ap तक होने के लिए आवश्यक समय का पता लगायें फिर आप निरीक्षण अंतराल करें देखिए यदि आप इन गणनाओं को गलत तरीके से करते हैं आप जाते हैं और क्रैक के भीषण बन जाने के बाद निरीक्षण करते हैं तो उसका क्या उपयोग है इसलिए क्रैक वृद्धि मॉडल को यथार्थवादी होना चाहिए तो यह सब अभ्यास से आता है आपके क्षेत्र अनुभव की निश्चित रूप से क्षति सह्यता दृष्टिकोण को विकसित करने और लागू करने के लिए आवश्यकता है तो आप रेसीडुएल स्ट्रेंथ आरेख प्राप्त कर सकते हैं इसी प्रकार आपको एक FAD फेलियर एसेसमेंट डायग्राम प्राप्त होता है आप क्रैक वृद्धि के आंकड़ों को भी देखते हैं और फिर अंतराल का उचित आकलन करते हैं इसीलिए क्रैक वृद्धि मॉडल बहुत महत्वपूर्ण है और हम पहले ही देख चुके हैं यदि आप अनियमित लोडिंग करने जा रहे हैं तो यहां तक कि संरचना पर वास्तविक रूप से लग रही लोडिंग के प्रकार का आकलन करना एक कठिन कार्य है तो इस सभी के लिए सावधानीपूर्वक आंकड़ों का संग्रह और उनका विश्लेषण आवश्यक है और फिर निरीक्षण अंतराल स्थापित करें क्योंकि निरीक्षण अंतराल को यथार्थवादी होना होगा यदि वे यथार्थवादी नहीं हैं तो फ्रैक्चर यांत्रिकी मदद नहीं कर पायेगी आपको फ्रैक्चर यांत्रिकी की अवधारणाओं को बहुत सावधानी से लागू करना होगा और यह आपको सभी चरणों को संक्षेप में बताता है और आपके पास क्या है कि आपको क्रैक वृद्धि का विश्लेषण करना ही होगा पर्यावरण के उपयोग के साथ साथ नाॅन डिस्ट्रक्टिव निरीक्षण भी आता है हमने देखा है कि पेरिस लाॅ आधार था यह पर्यावरणीय प्रभावों को शामिल नहीं कर रहा था पर्यावरणीय प्रभावों को अलग से लिया जाना था जब आप DT कर रहे हैं उसे शामिल किया जाना चाहिए तब आपने रेसीडुएल स्ट्रेंथ को इनपुट के रूप में देखा फिर घटक के जीवन के लिए की गई गणना का पता लगाएं निरीक्षण अंतराल स्थापित करें और फिर आपको पता चलता है कि क्या मैं घटक की मरम्मत करके या घटक को प्रतिस्थापित करके इसे बचा सकता हूं इसलिए इन प्रक्रियाओं द्वारा आप सुनिश्चित करते हैं कि संरचना सुरक्षित रूप से फेल होगा तो यह DT का महत्व है और फ्रैक्चर यांत्रिकी का पूर्ण उद्देश्य क्षति सह्यता दृष्टिकोण पर पहुंचना है